यहां हमारे पास एक फोटोवोल्टिक सेल है फोटोवोल्टिक सेल का सिंबल प्रतीक टर्मिनल वोल्टेज v और टर्मिनल करंट i है जो कि यहां टर्मिनल a से बाहर आता हुआ माना गया है और हम यह भी जानते हैं और जो हम पहले देख चुके हैं कि यह फोटोवोल्टिक सेल का समतुल्य सर्किट मॉडल है जहां यह कांस्टेंट करंट सोर्स है जो फोटो करंट को प्रदर्शित करता है फोटो करंट ip मूल रूप से इंसीडेंट सोलर पावर के समानुपाती होता है यह मुख्य साधन है बाकी दूसरे पैरामीटर्स सिंक डिसिपेटर्स हैं अब हमें इस समतुल्य सर्किट मॉडल को थोड़ा और अध्ययन करना चाहिए तथा फोटोवोल्टिक सेल के विभिन्न पैरामीटर के संदर्भ में टर्मिनल करंट के समीकरण तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए इस प्रकार इस मॉडल के उपयोग से हम फोटोवॉल्टिक सेल की कुछ और इनसाइट अंतर्दृष्टि देखेंगे जो फोटोवोल्टिक सेल के चयन के लिए उपयोगी होगी चलिए यहां कुछ जगह खाली करते हैं यह इक्विवेलेंट समतुल्य सर्किट है यहां समतुल्य सर्किट को देखते हुए करंट ip का मान डायोड करंट id प्रतिरोध RSH से बहने वाली धारा व टर्मिनल करंट i के योग के बराबर है यदि आप इसे रेफरेंस नोड मानते हैं तो इस नोड पर वोल्टेज का मान v व इस ड्रॉप के योग के बराबर होगा इस ड्रॉप में पोटेंशियल है जो कि यहां पॉजिटिव धनात्मक और यहां नेगेटिवऋणत्मक है और इसलिए आपके पास यहां इस बिंदु पर v iRs हे इसलिए करंट आई जो कि RSH से प्रवाहित हो रहा है इसका मान v iRs डिवाइड बाय भागित RSH होगा इसे पुनः व्यवस्थित करने पर हमें टर्मिनल करंट का मान प्राप्त होता है जो कि ip ऋण डायोड करंट id ऋण RSH से प्रवाहित हो रहा करंट जिस मैं v iRs बाय RSH लिख सकता हूं होगा अब डायोड करंटपीएन जंक्शन थ्योरी सिद्धांत से हम जानते हैं की id को हम लिख सकते हैं I0 जो कि रिवर्स सैचुरेशन करंट है e की घात डायोड पर वोल्टेज जोकि v iRs है बाय आदर्श कारक गुणांक n VT ऋण 1 इस प्रकार यह डायोड के लिए करंट इक्वेशन समीकरण है और यह पीएन जंक्शन थ्योरी सिद्धांत से ली है जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के पीएन जंक्शन अध्याय में देखेंगे इसका संदर्भ मिलमैन और हल्कीअस का इंटीग्रेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है अब VT nऔर I0 क्या है I0 रिवर्स सैचुरेशन करंट है VT तापमान का वोल्ट समतुल्य है इसका मान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गुणा टेंपरेचर डिवाइड बाय q होता है q इलेक्ट्रॉनिक आवेश कूलंब में हैK बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है T डिग्री केल्विन में तापमान है और यदि आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान रख देते हैं तो यह आपको T बाय 11600 प्राप्त होगा n एक पैरामीटर है जो पदार्थ पर निर्भर करता है और सिलिकॉन के लिए इसका मान 2 है और यह अलग अलग अर्धचालक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है अब I0 जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं यह भी प्रदार्थ पर निर्भर करता है और पी तथा एन जंक्शन की डोपिंग पर भी निर्भर करता है सिर्फ I0 ही तापमान पर निर्भर नहीं है तो इस प्रकार यह निम्न संबंध से दिया जाता है K T की धात m ई की घात माइनस VGO बाय nVT वही nVT यहां पर भी आ रहा है जहां K एक कांस्टेंट है जिसका मान पीएन जंक्शन के डाइमेंशन पर निर्भर करता है और साथ ही पदार्थ के गुणों पर भी और VGO का संख्यात्मक मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बैंड गैप एनर्जी के समतुल्य होता है इस प्रकार VGO मूल रूप से बैंड गैप एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में EGO है तो इस प्रकार यह फिर से एक संख्यात्मक मान है जो यहां आएगा VT हमें ज्ञात है जो कि लगभग T बाय 11600 है n सिलिकॉन के लिए 2 है T डिग्री केल्विन में तापमान है कुछ विशेष मान इस प्रकार से है आपके पास सिलिकॉन के लिए M 15 के बराबर है और VGO 116 से 121 के मध्य बदलता है जो कि शुद्धता के स्तर पर निर्भर करता है चाहे यह इलेक्ट्रॉनिक रेट सोलर ग्रेड हो पीवी सेल्स के लिए सोलर ग्रेड 116 वोल्ट के ज्यादा पास होता है इस प्रकार ये विशेष मान हैं जिनका उपयोग करके आप किसी विशेष पीएन जंक्शन डिवाइस के लिए रिवर्स सैचुरेशन करंट ज्ञात कर सकते हैं अब हम फोटोवोल्टिक टर्मिनल करंट का संपूर्ण मॉडल इस प्रकार लिख सकते हैं ip फोटो करंट है जो इंसीडेंट सोलर रेडिएशन के समानुपाती होता है माइनस I0 e की घात V टर्मिनल वोल्टेज प्लस iRs बाय n VT माइनस शंट रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट जो कि इस प्रकार से दिया गया है इस प्रकार यह PV सेल के टर्मिनल करंट मॉडल से है और इसको समतुल्य सर्किट से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है जैसा ऊपर दिखाया गया है तो यह करंट का समीकरण इस बिंदु पर एक शब्द है एकजुटता का आप देखेंगे कि टर्मिनल करंट i स्वयं का एक फंक्शन है यहां इस समीकरण में i आता है जिसका अर्थ है कि यह एक कौजल समीकरण है जिसका अर्थ होता है की i की वर्तमान स्टेट i की स्वयं की वर्तमान स्टेट पर निर्भर है और इस प्रकार यह एक बीज गणितीय समीकरण है जब आप सिमुलेशन करते हैं तो प्रॉब्लम्स को हल करने में इसे उतार सकते हैं फिर भी आपको यह समझना चाहिए की डायोड एक आदर्श डायोड नहीं होता है इसके संधि का कैपेसिटेंस और डायोड पर जंक्शन कैपेसिटेंस कॉसेलिटी समस्या का ध्यान रखते हैं अर्थात यहां वोल्टेज एक स्टेट है जिसकी हिस्ट्री इतिहास और याददाश्त होगी और इसलिए यहां करंट कोई समस्या नहीं करेगा अगर आप इस सर्किट को स्पाइस में सिम्युलेट करते हैं क्योंकि स्पाइस डायोड का वास्तविक मॉडल जंक्शन और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के साथ उपयोग करता है जबकि यदि आप इस समीकरण को MATLAB के Simulink में सिम्युलेट करने का प्रयास करते हैं तो एक समीकरण के रूप में यह आपको बीज गणितीय लूप की समस्या बताएगा तो इस प्रकार हम एक मेमोरी ब्लॉक हिस्ट्री ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं इस करंट को हिस्ट्री ब्लॉक से गुजार कर उसका उपयोग यहां टर्मिनल वोल्टेज निकालने में किया जा सकता है यह हमें कुछ मेमोरी इफेक्ट प्रदान करेगा जिससे सिमुलेशन बिना किसी समस्या के संभव हो जाएगा तथापि हमारे विश्लेषण और डिवाइस के चयन में और पीवी सेल को समझने के लिए यह मॉडल पर्याप्त है और हम इस मॉडल का उपयोग पीवी सेल को और आगे समझने और इसकी विशेषताएँ ज्ञात करने में करेंगे